नमस्कार दोस्तों आज इस विशेष सॉफ्ट स्किल के पाठ्यक्रम का अंतिम सत्र है और हम कार्यस्थल पर नरम कौशल को लागू करने के बारेमे व्यवहार करेंगे यह समापन की बात है व्याख्यान का समापन है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हमने अब तक क्या किया है सॉफ्ट स्किल के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता नई चीजें जो हमने एक साथ खोजी हैं और उन चीजों को जो हमने खोजा नहीं है लेकिन जिसके लिए हम निश्चित रूप से कुछ लिंक देने जा रहे हैं और कुछ सामग्री प्रदान कर रहे हैं और फिर हम आपके साथ संदर्भ और धन्यवाद साझा करते हुए एक सर्वेक्षण लेने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आज हम जो पहला काम करने जा रहे हैं उस पर गौर करें कि हमने अब तक क्या अन्तर्गत कवर Covered किया है वे कौन से व्यापक क्षेत्र हैं जिन्हें हमने अन्तर्गत किया है और हमने उन्हें क्यों कवर किया है हमने जो किया है उसके महत्व को समझने के लिए एक तरह का पुनर्कथन है इस अर्थ में आप इसे उन सभी 40 व्याख्यानों का सारांश मान सकते हैं जो हमने किए हैं और जो कोई भी इसके माध्यम से जाता है वह यह पहचानने में सक्षम होगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से किन क्षेत्रों को फिर से कवर करने की आवश्यकता है हो सकता है कि अगर आप विशिष्ट चीजें करने का इरादा रखते हैं या विशिष्ट को प्राप्त करने का इरादा रखते हैं तो हम कौशल कहें जो व्याख्यान जिन्हे फिरसे देखना होगा और किन आंकों पर चर्चा की जरूरत है इसलिए पहली बात यह है कि हम एक संचार वातावरण के साथ शुरुआत करते हैं और मेरा मानना है कि यह तब से बहुत प्रासंगिक है जबतक हम महसूस करते हैं कि संचार वातावरण में कई प्रकार के चैनल जैसे आवाज पाठ अशाब्दिक संचार और चेहरे के भाव हैं यहां तक कि हमारे पहनावा कोड भी एक चैनल हैं जिनके माध्यम से हम संवाद करते हैं हमने परिमित मॉडल रैखिक मॉडल जैसे संचार के विभिन्न मॉडलों को देखा लेकिन अधिक जटिल अनंत मॉडल के साथ साथ जहां हमने चर्चा की कि संचार प्रक्रिया कैसे चलती है हमने यह भी पहचाना कि संचार में क्या बाधा है क्या सचार नवीनतम को करेगा क्या संचार को प्रोत्साहित करता है हमने अस्पष्टता की अवधारणा को देखा विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं की संभावनाओं को देखा एक ही चीज को विभिन्न तरीकों से कैसे समझा जा सकता है और हमने शुरुआत में इस तरह के संदर्भ और अवधारणा को सही बताया इसलिए यह आवश्यक था और मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार का आधार है और इस तरह का औचित्य क्यों है ऐसा क्यों है कि संचार के महोले को समझने नरम कौशल के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है फिर हम सुनने और बोलने के कौशल पर आगे बढ़े हमने मुख्य रूप से कुछ तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जो बाद में सहानुभूति की अवधारणा से संबंधित हो गए और उदाहरण के लिए सुनना और सहानुभूति सुनना एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर हमने बहुत हद तक ध्यान केंद्रित किया क्योंकि हमने अन्य प्रकार के सुनने के बारे में बात की है जो समूह चर्चा और बैठकों जैसे पेशेवर संदर्भों को कहने के लिए उपयुक्त हैं लेकिन हमने अनिवार्य रूप से एक तरह के सुनने पर ध्यान केंद्रित किया है जो पारस्परिक संचार के लिए अधिक उपयुक्त है और जैसा कि आप चर्चा करेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं कि आपके नरम कौशल और आपकी क्षमताओं और आपकी संवेदनाओं के विकास के संदर्भ में इस तरह की सुनवाई बहुत प्रासंगिक है हम वार्तालाप कौशल पर चले गए जहां आपको बताया गया था कि यह कैसे होता है कि आप विशिष्ट लोगों को जवाब देते हैं ताकि हमने सुनने से बोलने में बदलाव किया और यह कैसे है जब बोलना है कैसे बोलना है किन तत्वों को छूना है कैसे अन्य लोगों के प्रति संवेदनशील होना है कैसे कुछ संदर्भ में मुखर होना है और बातचीत के संदर्भ में प्रो गिरिProf Giri ने समूहों में बोलने बोलने की शैली संचार शैली के बारे में भी बताया और ये प्रासंगिक थे क्योंकि उन्होंने आपको इस बात से अवगत कराया था कि हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग हैं जो हम अलग अलग संबंधों के आधार पर बोलते हैं आइए हम मूल अंतर्निहित विशेषताओं अभिविन्यासों और व्यवहार को कहते हैं और उन संदर्भों में क्या काम करता है जो उन वार्ता में प्रमुख घटक थे जो हमें बताया कि बातचीत कहाँ और कैसे काम करती है हम प्रस्तुति कौशलप्रेजेंटेशन स्किल्स Presentation Skill पर आगे बढ़े और मुझे कहना होगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के संदर्भ में हमने पूरे मॉडल को बहुत समग्र तरीके से देखा हमने प्रस्तुति के संदर्भ दर्शकों विषय के बारे में बात की जिसे कैसे लेता है और कैसे विकसित करना है हमने प्रस्तुतियों के संदर्भ में शारीरिक हाव - भावबॉडी लैंग्वेज Body Language आवाज़ और अन्य मापदंडों के बारे में बात की हमने कुछ के बारे में भी बात की जो हमें बहुमाध्यममल्टीमीडिया Multimedia की अवधारणाओं की खोज में एक थोड़ा अलग दिशा में ले गई और हम इसे उठाएंगे और हम यह बताएंगे कि यह प्रासंगिक क्यों था और भविष्य में भी क्यों प्रासंगिक होगा हमने समूह की गतिशीलता के बारे में बात की समूह के विभिन्न घटक कैसे व्यवहार करते हैं हमारे सामाजिक और अभियोग व्यवहार कैसे हैं और कौन से घटक हैं जिन पर ध्यान देना होगा और मेरा मानना है कि संबंधित क्षेत्रों में प्रोफेसर गिरी और प्रोफेसर सुआर की बातचीत ने हमें इस तथ्य से अवगत कराया कि समूह की गतिशीलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को संभालने के लिए बेहतर संचारकर्ताओं को बनाता है उदाहरण के लिए एक टीम में काम करते समय विभिन्न अन्य घटकों में काम करते समय संघर्ष और कई अन्य स्थानों पर संघर्ष हम अशाब्दिक संचार पर चले गए और हमने काफी विस्तृत रूप से किया क्योंकि हमने प्रस्तुति के संदर्भ में अशाब्दिक संचार के बारे में बात की थी और हमने इससे पहले भी प्रस्तुति और सुनने के संदर्भ में अशाब्दिक संचार के बारे में बात की थी और हमने अशाब्दिक घटकों के दो अलग अलग घटकों संचार शरीर की भाषा इशारों और मुद्राओं और चेहरे के भावों के बारे में बात की और मुझे आशा है कि आपने सर्वेक्षणों और हमारे द्वारा किए गए विभिन्न इंटरैक्शन से लाभ उठाया है और इन सभी मामलों में हमने बहुत सारी चीजें सीखीं साथ साथ हमने विचारों को एक साथ साझा किया हम उस समय संबंध बनाने के लिए चले गए और उस संदर्भ में शायद कुछ ऐसा है जो हमने किया है जो आम तौर पर लोग नरम कौशल के तहत कवर नहीं करते हैं समानुभूति की तरह प्रासंगिक हो सकते थे इसलिए हमारे प्रोफेसरों द्वारा फिर से संबंध निर्माण का ध्यान रखा गया प्रोफेसर सूअर और प्रोफेसर गिरि इसके विभिन्न घटक हैं और मुझे आशा है कि आपने विभिन्न सिद्धांतों के साथ साथ आपके द्वारा सीखे गए अनुप्रयोग और आयामों से लाभ उठाया है जो हमें बताते हैं कि हम कैसे संबंध बनाते हैं संबंध निर्माण के संदर्भ में विभिन्न महत्वपूर्ण घटक क्या हैं क्या सफल होते हैं क्या विफल रहता है और उम्मीद है कि उन्हें काम के संदर्भ में लागू किया जा सकता है हमने संघर्ष समाधान के बारे में बात की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जो बहुत कुछ ध्यान में रखता है जिसे हमने पहले सीखा था जैसे सुनने कौशल और बोलने का कौशल समूह की गतिशीलता अशाब्दिक संचार क्योंकि इनके माध्यम से आप समझते हैं कि कब आक्रमण हो रहा है और आपको एहसास होता है आप कैसे उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए मान रहे हैं और बहुत हद तक संघर्ष समाधान का संकल्प आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर कर सकता है जो लोगों को और अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता का अनुमान लगाता है उनके साथ क्या काम करेगा और इसलिए जिन क्षेत्रों को कवर किया गया था वे आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे क्योंकि आप देखते हैं कि पहले के पाठ आपको संघर्ष के समाधान को और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से समझने में मदद करते हैं और उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जोड़ते हैं और आप चीजों को फिर से अधिक महत्वपूर्ण तरीके से समझने में सक्षम होते हैं परिवर्तन प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसका किसी ऐसी दुनिया में परिवर्तन से सामना करने की क्षमता के साथ करना है जहां चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं मुझे याद है एक लंबे समय पहले जब मैंने एल्विन टॉफलर को पढ़ना शुरू किया और फीचर शॉक के बारे में पढ़ा तो मैंने उसमें से कुछ को पढ़ा यह बहुत ही पूर्ण नया विचार था आज हम भविष्य के झटके के फ्रेम वर्क के भीतर रहते हैं और इसका मूल रूप से मतलब यह है कि परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और यह एक तेज बदलाव है परिवर्तन जो तेजी से हो रहा है दिलचस्प बात यह है कि आप देखते हैं कि हमें परिवर्तन की बुध्दिवादी अवधारणा की याद दिलाने के लिए वापस लाता है क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हर चीज अनस्थिर है और नित्य बदल रहा है हालाँकि यह पता चलता है कि जीवन में हर चीज हमेशा बदलती रहती है और उसका अनुभव होता है जहाँ आप देखते हैं कि यदि आपने 2 साल तक पावर प्वाइंट का उपयोग नहीं किया है तो शायद आप पुराने जमाने के हैं आप भूल गए हैं कि क्या हुआ है और आप वास्तव में नया नहीं जानते हैं जो बातें सामने आई हैं मुझे याद है कि बहुत समय पहले 10 साल पहले मैं कोरल ड्रा और फ्लैश के साथ एनीमेशन करता था और आज यह मेरे लिए बिल्कुल ग्रीक है क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है मूल बातें समय और उस तरह की कुछ अन्य चीजें शेष रहती हैं इसलिए बहुत सी चीजें बदल गई हैं यह कैसे होता है कि हम इस बदलाव का सामना करें हम कैसे समझते हैं हम अपने आप को कैसे स्थिति रखते हैं यह कैसे अक्षमता है जो किसी को इस परिवर्तन के भीतर से खुद को ढूंढना है अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक बन जाता है और प्रोफेसर सुआर ने इस विशेष क्षेत्र में गहराई से देखा है और जैसा कि मैंने आपको भावनात्मक बुद्धि समानुभूति बताई है जिसे हम थोड़े समय बाद देख पाएंगे और ये सभी बदलाव प्रबंधन के संदर्भ में मदद करेंगे परिवर्तन के साथ सामना करने की क्षमता कट्टरपंथी नए उपायों के साथ आने की क्षमता परिवर्तनों के संदर्भ में नई रणनीतियां कुछ ऐसी हैं जो नरम कौशल के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं रचनात्मकता हमने रचनात्मकता के बारे में बात की और मेरा मानना है कि परिवर्तन प्रबंधन और रचनात्मकता बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं क्योंकि आप देखते हैं कि अवज्ञा के विरुद्ध अनुरूपता का सामना करने की क्षमता है जो स्थिर है जिसे हम विचार कर सकते हैं जो कि एक प्रकार का नमूनापैटर्न Pattern है जिसे हम नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं जो कि अनुरूपता है अवज्ञा सोच अलग है अब आप देखते हैं कि रचनात्मक होना एक प्रभावी तरीके से बदलाव का सामना करने की आपकी क्षमता को विकसित करने का एक तरीका है इसलिए इन दो खंडों को हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारी बातचीत में बहुत बारीकी से एक साथ जुड़े हुए हैं और आप दोनों को जोड़ सकते हैं और मेरे साथ दिलचस्प विचार रख सकते हैं रचनात्मकता के साथ आप परिवर्तन प्रबंधन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे जोड़ सकते हैं इसके बारे में सोंचे क्योंकि हमारी बातचीत में हमने भावनात्मक बुद्धि और रचनात्मकता के बारे में बात की थी गहन सोच एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से रचनात्मक सोच से जुड़ी हुई है लेकिन यह समस्या को हल करने में निर्देशित है और आपके पास विशिष्ट तरीके हैं ऐसा करने के विशिष्ट तरीके हैं और मुझे यकीन है कि आपके साथ जो भी प्रोफेसर सूअर ने साझा किया था वह उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक था प्रेरणा फिर से एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि आपके इन वीडियो को सुनने और यहां तक कि अंतिम वीडियो वार्ता को सुनने का कार्य आपकी प्रेरणा के बारे में बोलता है आपकी प्रेरणा विभिन्न प्रकार की हो सकती है इस पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा देने के लिए कुछ खास तरीके से प्रेरित होना उतना ही सरल हो सकता है या यह एक प्रेरणा हो सकती है जो हमें इस अर्थ में अलग अलग तरीके से कहे कि आप सिर्फ सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हैं इसलिए प्रेरणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे आशा है कि हमारी प्रस्तुतियाँ और वीडियो व्याख्यान उन संदर्भों में प्रासंगिक थे और हम फिर से अनुनय और समझोता पर चले गए स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं समूहों के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं संघर्ष के समाधान और प्रबंधन के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं इसलिए आप देखते हैं कि ये सभी चीजें कहां चलन में हैं इसलिए हो सकता है कि हमारे पास उनका नेटवर्क न हो जिसे हम अंतिम स्लाइड में डालने का प्रयास करेंगे ये अवधारणाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं आप देखते हैं कि अनुनय वार्ता निश्चित रूप से समूह की गतिशीलता के पीछे संघर्ष समाधान संबंध निर्माण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी होगी इसलिए मुझे आशा है कि आप इन तत्वों को एक साथ जोड़ने में सक्षम होंगे और दिलचस्प तरीके से कहेंगे कि जब आप वास्तव में जो कुछ भी आपने यहां सीखा है उसे अपने कार्य स्थान पर अपने कॉलेज में अपने विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी में आप जहा भी हो वहा लागू करें तो तनाव प्रबंधन एक अन्य क्षेत्र है जो परिवर्तन कोप्रबंधित करने की सहिष्णुता की क्षमता में परिवर्तन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि आप देखते हैं कि तनाव एक ऐसी चीज है जो फिर से हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है जो परिवर्तन के कारण बहुत हद तक उत्पन्न होता है संघर्षों के करण उत्पन्न होता है क्योंकि हम खुद को समझने में सक्षम नहीं हैं और यह एक प्रक्रिया है जो तब तक बढ़ जाती है जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं और मुझे आशा है कि यह लचीलापन की अवधारणा से जुड़ा हो सकता है जहां लचीलापन केवल परिवर्तन के लिए तनाव के प्रति लचीलापन नहीं बल्की और विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए लचीलापन है जो हमें परेशान करते हैं और मुझे आशा है कि आप लचीलापन की अवधारणा को समझ गए होंगे सामान्य तौर पर यद्यपि यह संदर्भ से थोड़ा बाहर है लचीलापन एक ऐसी चीज है जो अधिकांश भारतीय लोगों का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि बदलाव के भीतर हम बहुत अनिश्चितताओं में रहते हैं और छात्रों के जीवन में आत्म मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लचीलापन मिला है और बहुत हद तक लचीलापन तनाव की कमी है उन सभी चीजों को संबंध निर्माण दोस्तों प्रेम संचार के पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है इसलिए आप देखते हैं कि वे तनाव प्रबंधन और समस्या को हल करने वाले हैं और ये सभी चीजें फिर से संचार पर पहले के व्याख्यान से जुड़ जाती हैं और लचीलापन भी संचार से जुड़ जाता है क्योंकि यदि आप साझा करते हैं तो यह लचीलापन बन जाता है क्योंकि आपकी समस्या अन्य लोगों द्वारा हल हो जाती है यही कारण है कि हमने इसे अपने कई छात्रों में पाया है और मुझे आशा है कि हमने जो सेवा की है वह आपके साथ की गई है और जो निष्कर्ष हमने साझा किए हैं वे भी आपको इस बारे में बताएंगे कार्य जीवन संतुलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और आप कह सकते हैं कि यह आंतरिक रूप से प्रतिबिंबित होता है क्योंकि आप देखते हैं कि दिन के अंत में आप जो भी सीख रहे हैं वह कार्यस्थल के लिए बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन फिर काम अपके जीवन में अपनी जगह होगा आपका जीवन सभी काम नहीं है आपके जीवन में काम के साथ साथ कुछ अन्य गुण भी हैं और दो के बीच संतुलन होना चाहिए और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी देखते हैं और जिसे हम सभी को प्रबंधित करना बहुत मुश्किल है लेकिन जो लोग वास्तव में कार्य संतुलन को खोजने का प्रबंधन करते हैं वे खुश लोग हैं और मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोगों ने कार्य संतुलन पर बात करने से भी लाभ उठाया है हमने कुछ नए क्षेत्रों के बारे में बात की है जो आम तौर पर कई सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन हमने सोचा कि वे प्रासंगिक थे दृश्य संचार हमने एक महत्वपूर्ण सीमा तक प्रकाश डाला और हमने यह विचार किया कि हम एक दृश्य दुनिया और मल्टीमीडिया की आवश्यक दुनिया में रहते हैं और उस संदर्भ में हमने छवियों ग्रंथों के बारे में बात की हमने ध्वनि के बारे में बात की हालांकि मैंने उल्लेख नहीं किया है इसे मल्टीमीडिया की श्रेणी में रखा गया है हमने संगीत और इन संवादों के तरीके के बारे में बात की और मैंने महसूस किया कि ये महत्वपूर्ण थे क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ये सभी घटक हमारे साथ बहुत ही जटिल व्यवहार करते हैं और हमारी समझ को संशोधित करने हमारे संचार को संशोधित करने दूसरों के साथ हमारी बातचीत को संशोधित करने का प्रबंधन करते हैं और सोशल मीडिया और नेटवर्क के आगमन के साथ काम करते हैं जो सोशल मीडिया द्वारा मध्यस्थता करते हैं दुनिया भर में तेजी से संचार के बहुत जटिल नेटवर्क तेजी से संचार करते हैं हम पाते हैं कि रिश्तों का एक अलग प्रकार इन रिश्तों को समझने का एक अलग तरीका शायद आवश्यक है मुझे उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र में मेरे बहुत ही संक्षिप्त परिचय से लाभान्वित हुए हैं जहाँ मैं कम से कम आपको इस तथ्य से परिचित कराना चाहता था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत प्रासंगिक है चाहे हम फेसबुक के बारे में बात कर रहे हों चाहे हम ट्विटर के बारे में बात कर रहे हों जिस तरह से वे हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह सॉफ्ट स्किल्स में भी इजाफा करेगा सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो फिर से भीतर की ओर इशारा करती है जीवन संतुलन के लिए महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ जाती है लेकिन जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है सहानुभूति भी एक ऐसी चीज है जो दूसरों को समझने के लिए बहुत विशिष्ट भूमिका निभाती है और इसलिए सॉफ्ट स्किल्स की बहुत महत्वपूर्ण घटक है अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें कि मैं आपके साथ क्या साझा करना चाहता हूं जैसा कि हमने पाठ्यक्रम विकसित किया था हमने बहुत से विचार मंथनका विकास किया हमने यह पता लगाने के लिए कई वेबसाइटों की खोज की कि कौन से नरम कौशल थे जिन्हें आपने बहुत महत्वपूर्ण माना है मैं आपके साथ उन महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स को साझा करूंगा जो विभिन्न स्थानों पर काम के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक के रूप में सूचीबद्ध थीं और हमें यह पता लगाने दें कि हमने क्या किया है और हमने क्या कवर नहीं किया है ये उच्च मांग में कुछ अन्य कौशल हैं जिन्हें हमने सीधे तौर पर नहीं छुआ है लेकिन मैं यहाँ पर जो करना चाहूंगा वह आपके साथ साझा करना है कि इनकी व्याख्या कैसे की जा सकती है या समझी जा सकती है जो हम पहले ही कर चुके हैं भरोसेमंद होने के नाते अब भरोसेमंद होने से स्पष्ट रूप से सुनने के कौशल की कड़ी बन जाती है बातचीत कौशल की बुनियादी बातों की आपकी समझ आपकी समझ दूसरों और सभी को प्रेरित करने की क्षमता बताती है लेकिन फिर आप देखते हैं कि भरोसेमंद होना भी एक नैतिक विचार है भरोसेमंद होना ईमानदार होने के बारे में है विश्वसनीय होना सुसंगत होना है अब कुछ हद तक यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ हो सकता है और यह तब भी हो सकता है जब आप जीवन के प्रति नैतिक रवैया रखते हैं अब नैतिकता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्यादातर काम में कुछ महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कभी नहीं छू सकते हैं हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिखाया जा सकता है हम आपको मना सकते हैं हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है यह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन काम के जीवन की जटिलता में हम पाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियां हैं जहां हमारी नैतिकता और जो हम करने के लिए मजबूर हैं और इस तरह की सभी चीजें हैं और एक बहुत ही समस्याग्रस्त क्षेत्र बन जाता है हमने इसे नहीं लिया लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी चीज है जिसे भरोसेमंद होने से जोड़ा जा सकता है यह उन नैतिक गुणों से भी जुड़ा हो सकता है जो कुछ स्थानों कुछ लोगों कुछ पुस्तकों कुछ लेखकों कुछ जगहें महत्वपूर्ण के रूप में उजागर करते हैं और हम सहमत हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है सहकर्मी को कोचिंग देना अपने कौशल में सुधार करना एक ऐसी चीज है जो तब हो सकती है जब हम सहानुभूति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जब हम दूसरे लोगों की रुचि को देखना शुरू करते हैं और जब हम अच्छे संचारक होते हैं तो इनका संयोजन हमें सिखाएगा कि अच्छे कोच कैसे बनें हालाँकि क्योंकि हमने इसे विस्तृत रूप से कवर नहीं किया है और आप Google को देख सकते हैं और कुछ ऐसे स्थलों की खोज कर सकते हैं जो कोचिंग के बारे में बात करते हैं और जो कुछ भी हमने अभी तक किया है उसके साथ इसे जोड़ने का प्रयास करें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग को सहानुभूति के साथ जोड़ा जाएगा कोचिंग लिंक को संचार कौशल के साथ जोड़ा जाएगा कोचिंग को अन्य लोगों प्रबंधकीय कौशल का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ जोड़ा जाएगा कंपनी संस्कृति को फिट करना कुछ ऐसा है जो परिवर्तन प्रबंधन परिवर्तन को समझने की क्षमता परिवर्तन का सामना करने के लिए सहानुभूति यह समझने के लिए है कि कंपनी क्या चाहती है बुद्धि और बुनियादी संचार कौशल है यह एक ऐसा कौशल है जिसकी आवश्यकता नहीं है और वास्तव में सिखाया नहीं जा सकता है लेकिन इसे कई चीजों से बटोरा जा सकता है जो हमने एक साथ किए हैं लचीला होने और फिर से ध्यान केंद्रित करने से लचीलापन होना चाहिए यह अब तक साझा की गई कई अन्य चीजों के साथ करना है लेकिन ध्यान केंद्रित करना एक अलग क्षेत्र है और हमने बहुत विशिष्ट तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं किया है हालाँकि पहले से ही हमने बातचीत के बारे में कई बातें बताई हैं जो मैंने आपको प्रेरणा पर बताई हैं और सहानुभूति पर हमारी प्रस्तुति आपको इस विशेष क्षेत्र में मदद कर सकती है नई कार्य प्रक्रियाओं को विकसित करना रचनात्मकता महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक सोच और समस्या को हल करने के लिए बहुत दृढ़ता से जुड़ा हुआ है और यहां पर लागू किया जा सकता है पहल करना प्रेरणा के बारे में है आप इसे उसी से जोड़ सकते हैं महत्वपूर्ण अवलोकन फिर से गहन सोच सहानुभूति की प्रक्रिया और कई अन्य विभिन्न संचार कौशल से जुड़ा हुआ है जो हमने सीखा है और परियोजना प्रबंधन कौशल एक ऐसी चीज है जो हमारे काम के दायरे से बाहर है यद्यपि हमारे पास जिन चीजों के बारे में हमने चर्चा की है उनमें से कई चीजें हैं प्रोजेक्ट प्रबंधन के लिंक को कुछ तरीकों से प्राप्त करें लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जिसे अलग अलग विशिष्ट पाठ्यक्रम या कम से कम एक कोर्स के उप सेट के रूप में राजी करना है और हम इसके लिए सहमत हैं कि आपको अलग से इसका पता लगाने की आवश्यकता है कंप्यूटर और तकनीकी साक्षरता एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एक कोर्स है यह सॉफ्ट स्किल्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रासंगिक है एक बहुत ही तथ्य जो आप कर रहे हैं इस इंटरनेट कोर्स का एक हिस्सा है और आप असाइनमेंट्स को पूरा कर रहे हैं सीखने की बातचीत करते हुए हमें बताता है कि आप कंप्यूटर और तकनीकी साक्षरता में काफी सक्षम हैं अनुसंधान कौशल एक अलग क्षेत्र है हालांकि गहन सोच और रचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल आपको वहां मदद कर सकते हैं कार्य नैतिकता जैसा कि मैंने आपको बताया नैतिकता और काम नैतिकता एक ऐसी चीज है जिसे हम कवर करने में सक्षम नहीं थे लेकिन यह एक प्रासंगिक क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक व्यक्तित्व अभिविन्यास है यह प्रेरित होने का सवाल है यह विशिष्ट विचारधाराओं के होने का सवाल है और हम उन्हें बदलने के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं शिष्टाचार फिर से एक विशाल क्षेत्र है जो शिष्टाचार एटिकेट्स Etiquette से शुरू हो सकता है जैसे शिष्टाचार खाद्य पदार्थ ड्रेस कोड में शिष्टाचार और क्या कहने क्या ना कहने क लिए शिष्टाचार है हालांकि इस तथ्य से कि हमने संचार से निपटा है हमें बताता है कि आपने की शिष्टाचार की अवधारणा के लिए संवेदनशीलता की एक निश्चित डिग्री विकसित की है और इसे तलाशने की आवश्यकता है ये एक व्यापक तरीके से या एक खंडित तरीके से भी हो सकती है आत्म संवर्धन कौशल सेल्फ प्रमोशन स्किल Self Promotion Skill एक ऐसी चीज है जिसे हमने यहां नहीं छुआ है आपको कहीं और देखना होगा कि कैसे खुद को प्रमोट किया जाए लेकिन संतचर कौशल कम्यूनिकेशन Communication स्किल के मौलिकफंडामेंटल Fundamental जो आपको बताते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे प्रभावी तरीके से संवाद कर सकते हैं आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं कैसे आप दूसरों को मनाने में सक्षम हैं कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे साक्षात्कार कौशल यह हमारे पाठ्यक्रम के ढांचे के भीतर नहीं था हालांकि हम कुछ निश्चित बाहरी और नौकरी की मूल बातें साक्षात्कार और जीडी कौशल विकसित करने और विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो हम आपको क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से एक सर्वेक्षण लें जो लिंक में है और सर्वेक्षण का कारण है की हम आप से सीख सकते हैं आप देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया इन सभी के साथ सहकारी शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो सर्वेक्षण हमने आपके साथ किया है हमारे साथ आपके द्वारा की गई विभिन्न चर्चाएँ हमें बहुत सी बातें सिखाती हैं इसलिए उम्मीद है कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं इसलिए यदि आप हमें बताते हैं कि चीजें कहां तक सही हैं और हमें बताएं कि चीजें कहां सुधर सकती हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं जब अगली बार पाठ्यक्रम में बदलाव करने और इसे अन्य लोगों या यहां तक कि आप को जो फिर से लेनेवाले के लिए अधिक फायदेमंद बनाने में विकसित हो इन कड़ियों के लिए कृपया चर्चा मंच की जाँच करें और यहाँ संदर्भ हैं कि मैंने उन साइटों की खोज करने के लिए उपयोग किया है जो विभिन्न प्रकार के नरम कौशल के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे और जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है और जो हमारे द्वारा कवर किए गए कौशल के अधिकांश कौशल है और कुछ कौशल हमने कवर नहीं किए हैं और हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे मैं प्रियदर्शी पटनायक हूँ मुझे आशा है कि आप प्रोफेसर दामोदर सुतार से और प्रोफ़ेसर विजयनाथ गिरि से परिचय की होगा और हमारे पास मूक विद्वानों की एक टीम है जो छात्र हमारे साथ काम कर चुके हैं और आपने उन्हें चर्चा के मंच पर देखा होगा जो आपके सवालों का जवाब देंगे आपके साथ विचार साझा करेंगे और आपके सर्वेक्षणों का विश्लेषण करेंगे इत्यादि इसलिए मैं जल्दी से उन्हें आपसे मिलाना चाहूंगी तो उनमें से पांच हैं सुचित्रा राजू रश्मिरंजन और हमारे पास जुमोनी है और हमारे पास श्रावणी है तो ये पांच लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सॉफ्ट स्किल कोर्स को सफल बनाने में मदद की है हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद इन 8 हफ्तों में इस पाठ्यक्रम के साथ रहने के लिए धन्यवाद